इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान 04 बुनियादी अवधारणाएँ उदाहरण जारी तो हम फिर से वापस आ गए हैं जैसा कि हमने एनर्जी का थोड़ा अध्ययन किया है कि हमारा ऐसा क्या है एक अलग उदाहरण फिर हम सर्किट सिद्धांत पर जाएंगे बस कुछ विचारों को दे पाएंगे एनर्जी के बारे में तो आई उदाहरण के लिए जैसे कि यह उदाहरण है 112 उदाहरण है कि 12 एक रेजिडेंशियल उपभोक्ता मार्च के महीने में 800 किलोवाट ऑवर की खपत करता है निम्नलिखित दर अनुसूची का उपयोग करके महीने के लिए पावरका निर्धारण करता है स्लाइड टाइम देखें 0030 उदाहरण के लिए आधार मासिक शुल्क 12 रुपये प्रति माह 100 किलोवाट ऑवर प्रति माह 15 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर है अगले 200 किलोवाट ऑवर प्रति माह 2 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर और 200 किलोवाट ऑवर प्रति माह 25 रुपये किलोवाट ऑवर पर कहें अब हमें पावरके बिल की गणना करनी है तो आधार मासिक शुल्क 12 रुपये है अब 100 किलोवाट ऑवर पर 15 रुपये प्रति किलोवाट ऑवर है तो 100 किलोवाट ऑवर 15 रुपये है तो 10015 तो यह 150 रुपये है फिर अगले 200 किलोवाट ऑवर प्रति माह 2 रुपये प्रति किलोवाट घंटे स्लाइड टाइम देखें 0134 तो यह आपका 2 रुपये में अगले 200 किलोवाट ऑवर है तो यह 2 200 है रुपये 400 है अब पूरी तरह से आपका 800 किलोवाट ऑवर है अब यहाँ 100 200 300 किलोवाट ऑवर पहले से ही है हमने 150 और 400 रुपये की गणना की है शेष 500 किलोवाट ऑवर होगा लेकिन 800 100 200 तो शेष 500 500 किलोवाट ऑवर शेष 500 किलोवाट ऑवर 25 रुपये पर होंगे तो यह 25 प्रति किलोवाट ऑवर दिया जाता है तो रुपये 25 प्रति किलोवाट ऑवर तो 500 25 इतना रुपये 1250 लेकिन मासिक आधार शुल्क रुपये 12 है तो कुल 150 चार्ज 400 रुपये 1250 को बर्बाद कर दें तो कुल शुल्क 1812 रुपये होगा अब आपकी कुल आपकी रेजिडेंशियल एनर्जी की वार्षिक खपत यह 800 किलोवाट ऑवर है तो अगर औसत लें तो इस चीज़ के प्रति औसत लागत रुपया या रुपये 1812 by 800 किलोवाट ऑवर से विभाजित होगा तो यह औसत रूप से प्रति किलोवाट ऑवर 2265 रुपये पर आता है और यह सरल उदाहरण है क्योंकि हमने यह जान लिया है कि हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बस अपने टाइम पावर टाइम में पी के लिए अगले उदाहरण एक पर जाने से पहले एक उस एनर्जी को ऑवर से गुणा किया जाता है दूसरा आई बेहतर तरीके से लगा सकता हूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑवर से गुणा होती है तो वह किलोवाट ऑवर है क्योंकि किलोवाट पावरहै और ऑवर का टाइम है स्लाइड टाइम देखें 0325 तो अगला ऐसा है यह एक सरल उदाहरण है जिसे मैंने लिया है तो आशा है कि यह बहुत सरल बात है अगला उदाहरण 13 तो सर्किट के प्रत्येक कॉम्पोनेन्ट द्वारा अब्सोर्बेद या आपूर्ति की गई पावरको निर्धारित करना है जैसा कि फिगर 19 में दिखाया गया है यह फिगर 19 है यह एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है 5 वोल्टेज दे यह वास्तव में या तो इसे आपूर्ति करता है या एक अब्सोर्बेद हम बाद में देखेंगे वह p पावर पावरp 1 यह एक वोल्टेज सोर्स है यह इस पर एक और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और यह एक और है एक और सोर्स है लेकिन टर्मिनल 3 वोल्टेज दिया गया है तो हमें यह पता लगाना होगा कि प्रत्येक सोर्स द्वारा अब्सोर्बेद या आपूर्ति की गई पावर अब इस 8 एम्पीयर करंट को देखें यह 8 एम्पीयर करंट है यह सबसे पहले हमें इस एलिमेंट्स से इसे शुरू करने देता है जिसे मैंने वोल्टेज भर दिया है यह 5 वोल्ट है तो और हमें पता लगाना है कि पी 1 पावरकी आपूर्ति या अब्सोर्बेद है तो यह 8 एम्पीयर करंट वास्तव में यह करंट वास्तव में टर्मिनल को छोड़ कर आता है टर्मिनल छोड़ने का मतलब है कि यह वह जगह है जहां वास्तव में आपूर्ति की जाने पर आपका कॉल साइन नेगेटिव होगा क्योंकि यह 8 एम्पीयर यदि करंट की दिशा को देखें तो यह 8 एम्पीयर करंट वास्तव में टर्मिनल छोड़ रहा है स्लाइड टाइम देखें 0444 तो पी 1 आपका होगा 5 8 41 जो आपूर्ति की जाती है देखो कि 8 एम्पीयर करंट उस टर्मिनल से बाहर है जो मैंने लिखा है तो पी 1 5 8 तो 41 होगा तो अब यहां आपूर्ति की गई पावर पी 1 आपूर्ति की गई पावरहै ampere current is entering the terminal of p2 So p2 will be 2 8 16 watt power absorbed अब यह 8 एम्पीयर करंट पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है जब भी यह प्रवेश करता है पॉजिटिव टर्मिनल का अर्थ है यह सोर्स वास्तव में पावरको अब्सोर्बेद करता है तो इस मामले में यह 2 वोल्ट और 8 एम्पीयर है तो P2 8 2 16 वाट का होगा जो कि पावरअब्सोर्बेद है तो अगर देखो कि 8 एम्पीयर करंट P2 के टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो P2 2 8 16 वाट की पावरअब्सोर्बेद हो जाएगा अब अगला 3 एम्पीयर अब यहाँ है यहाँ अब यह 8 एम्पीयर है करंट 3 एम्पीयर यहाँ है 5 एम्पीयर यहाँ जा रहा है अब यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है अब देखें कि यह 06 है आई और यह 5 एम्पीयर है तो यदि 06 गुणा करें तो यह 3 एम्पीयर होगा तो अगर यह आपका 06 I है तो यह 06 I होगा I यहाँ यह 5 एम्पीयर है तो यह 06 5 होगा तो यह 3 वोल्ट होगा इसका मतलब है आपके लिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स I 5 एम्पीयर वोल्टेज के लिए वोल्ट वास्तव में 3 वोल्ट 3 वोल्ट है अब यह 3 एम्पीयर करंट आपके पॉजिटिव टर्मिनल को कॉल करता है तो यह 3 वोल्ट में 3 एम्पियर होगा तो पी 3 3 3 9 वाट का होगा जो कि अब्सोर्बेद है बस पकड़ में है स्लाइड टाइम देखें 0649 तो इस मामले में आपके तो यदि देखें कि पी 3 आपका 06 5 मैंने बताया कि 3 वोल्ट 3 एम्पियर है तो 9 वाट पावर अब्सोर्बेद तो यह 5 एम्पीयर है पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश करने वाला यह 5 एम्पीयर करंट है इसका मतलब है कि जैसे ही आई प्रवेश करता हूं पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि यह पावरअब्सोर्बेद है तो यह पी 4 होगा 5 एम्पीयर 3 वोल्ट होगा तो 15 वाट तो पी 4 3 5 होगा जो 15 वाट की पावरअब्सोर्बेद है तो आपूर्ति की गई पावरको लिया जाता है 40 वाट और आपकी पावरजो कि 16 वाट है यहां अब्सोर्बेद होती है यह 9 वाट है तो 16 9 25 यहां यह 15 है तो 40 वाट तो पावरकी आपूर्ति है साइन इंगित करता है कि पावरकी आपूर्ति की गई है तो आपूर्ति की जाती है 45 40 वाट और अब्सोर्बेद भी 40 वाट है तो पूरी तरह से मिलान तो अब आपकी पावरआपूर्ति और पावरअब्सोर्बेद के रूप में अब्सोर्बेद मुझे आशा है कि यह बात अब स्पष्ट है देखें स्लाइड टाइम 0749 अगला एक और उदाहरण है अब यह वास्तव में राज्य है जो फिगर 20 में इंटरकनेक्ट वैलिड हैं और जिन्हें अमान्य बताना है 4 कनेक्शन हैं जो कि कनेक्शन मान्य हैं और कनेक्शन में कौन से कनेक्शन अमान्य हैं स्लाइड टाइम देखें 0801 अब इस कनेक्शन 1 को यहां लें वोल्ट यह टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है तो टर्मिनल 1 2 के पार जो वोल्टेज सोर्स V 5 वोल्ट से कनेक्ट होता है अब जब 1 2 के पार भी यह डिपेंडेंट करता है तो वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है V s 4 वी तो अगर 5 वी का वी 5 डाल दिया जाए तो वी 4 4 5 होगा तो 20 वोल्ट लेकिन इसके पार यह कहना है कि आपका 1 2 वही टर्मिनल 2 अलग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट नहीं कर सकता है तो यह एक अमान्य कनेक्शन है तो यह अमान्य कनेक्शन है अब यदि यह यहां आता है तो V 5 वोल्ट और 2 वी तो वी 5 वोल्ट है तो मूल रूप से 2 5 है इसका मतलब है आपका 10 एम्पीयर तो यह एक वैलिड सर्किट कनेक्शन है यहां तक कि वोल्टेज सोर्स भी है एक डिपेंडेंट करंट स्रोत तो यह एक मान्य कनेक्शन है लेकिन यह अमान्य कनेक्शन है अब यहाँ आते हैं तो एक करंट सोर्स 2 एम्पीयर दिया जाता है लेकिन यह डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स V s 4 है लेकिन यह 2 एम्पीयर है तो वी एस 4 2 8 वोल्ट तो यह एक करंट सोर्स है यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है श्रृंखला है वास्तव में बाद में हम इसे देखेंगे तो यह एक वैलिड कनेक्शन है यह एक वैलिड कनेक्शन है जो वे टर्मिनल 1 2 पर जुड़े हुए हैं तो यह एक वैलिड कनेक्शन है अब यह एक करंट सोर्स है आई 3 एम्पीयर के बराबर है और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स वहां है जहां आई x 3 s है अब जब आई आई सब नहीं लिख रहा हूं तो आई अपने मुंह से कह रहा हूं मुझे लगता है कि यह एक साधारण बात है तो आई s 3 एम्पीयर तो आई x i 3 3 इतना 9 एम्पीयर लेकिन यह 3 एम्पीयर है और यह 9 एम्पीयर आ रहा है तो यह संभव नहीं है यह एक अमान्य सर्किट है तो यह सर्किट एक अमान्य है और यह एक अमान्य है और यह 2 वैलिड सर्किट हैं बी और सी वैलिड सर्किट कनेक्शन हैं और ए और डी ये अवैध कनेक्शन हैं संदर्भ स्लाइड टाइम 1020 देखें तो ये सभी चीजें जो मैंने यहां लिखी हैं लेकिन बाद में इन के माध्यम से जा सकते हैं जब खून बहेगा तो आपके माध्यम से जा सकते हैं लेकिन मैंने समझाया है कि वास्तव में यह क्या है स्लाइड टाइम देखें 1037 अब यह एक अब उस पावरकी आपूर्ति का निर्धारण करता है जो अब्सोर्बेद होती है जो फिगर में कॉम्पोनेन्ट है 121 लेकिन आई 121 बता रहा हूं स्लाइड टाइम देखें 1041 यह अध्याय 121 के आंकड़े आई बता रहा हूं कि यह फिगर 21 है तो यहां 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और करंट आई यह 10 एम्पीयर है तो यह आई है यह आपका है आई और यह I वास्तव में 10 एम्पीयर हैं तो यह I 10 एम्पीयर यह I 10 एम्पीयर अब यह यह आपका क्या है जिसे आई 10 एम्पीयर कहता हूं यह टर्मिनल को छोड़ रहा है यह एक 16 वोल्ट का सोर्स है बस इस पर पकड़ यह आपका 16 वोल्ट सोर्स है स्लाइड टाइम देखें 1130 तो 10 एम्पीयर करंट टर्मिनल को छोड़ रहा है जो आपके पॉज़िटिव टर्मिनल को कॉल करता है इसका मतलब है पावरकी आपूर्ति इस चीज़ को इस पावरको छोड़ते हुए तो यह यहाँ 16 वोल्ट का सोर्स है और यह आपका खेद है यह 16 वोल्ट है और यह वास्तव में करंट सोर्स है इस पार यह वोल्टेज 16 वोल्ट है तो यह एक करंट सोर्स है तो 10 एम्पीयर करेंट में यह दर्ज हो रहा है तो यह एक करंट सोर्स है और इस पर वोल्टेज 16 वोल्ट है यह एक करंट सोर्स है जिसे मैंने देखा है वास्तव में यह एक करंट सोर्स है और यह एक वोल्टेज है यह एक वोल्टेज सोर्स है यह एक वोल्टेज सोर्स है और यह एक डिपेंडेंट है करंट स्रोत Refer Slide Time 1304 तो इस मामले में और इस वोल्टेज के पार 16 वोल्ट है तो पहले हमें पी 4 पी 4 का पता लगाना है पी 2 है पी यह पी 1 है यह वास्तव में पी 1 है बस मुझे इसे सही करने पर रोकें आपका पी 1 यह पी 1 है तो बस पकड़ें तो यह पी 1 है मैंने इसे सही किया है तो अब यह करंट सोर्स तो यह वास्तव में पावरकी आपूर्ति कर रहा है क्योंकि यह इस टर्मिनल को छोड़ रहा है तो पी 1 होगा 6 यह होगा 16 10 स्लाइड टाइम देखें 1304 तो 160 वाट तो पी 1 16 10 यह पावरकी आपूर्ति है अब अगला है यदि यह देखो यह 10 एम्पीयर नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश करने का दूसरा तरीका है वास्तव में यह करंट को छोड़कर टर्मिनल को छोड़ रहा है क्योंकि यह एक टर्मिनल ओके में प्रवेश कर रहा है लेकिन क्योंकि या तो प्रवेश कर रहा है टर्मिनल या टर्मिनल छोड़कर इसका मतलब है 6 वोल्ट भी यह पावरकी आपूर्ति कर रहा है क्योंकि यह करंट की दिशा है यदि धारा इस दिशा को प्रवाहित कर रही है तो मूल रूप से यह धारा टर्मिनल में प्रवेश करती है टर्मिनल को छोड़कर तो P2 वास्तव में यह दिखाता है कि वास्तव में आपकी कॉल क्या है जो पावरकी आपूर्ति कर रही है तो यह होगा - साइन तो उस स्थिति में P2 6 10 60 वाट पावरकी आपूर्ति करेगा तो यह आपका 6 10 है यह 10 एम्पीयर करंट सोर्स है करंट सोर्स 10 एम्पीयर करंट सप्लाई करता है यह करंट 10 एम्पीयर है तो यह है 60 वॉट अब यह 6 एम्पीयर एक और 6 एम्पीयर करंट 22 वोल्ट का सोर्स है तो यह है कि यह पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो जैसा कि यह प्रवेश कर रहा है एक पॉजिटिव टर्मिनल का अर्थ है कि यह वोल्टेज सोर्स वास्तव में यह सोर्स वास्तव में इस अब्सोर्बेद पावरको अब्सोर्बेद कर रहा है तो यह पी 3 होगा 22 6 होगा तो यह 132 वाट होगा स्लाइड टाइम देखें 1427 तो पी 3 आपका 22 6 132 वाट का होगा तो पावरअब्सोर्बेद होगी अगला यह है कि यह आपका है एक और आपका करंट सोर्स डिपेंडेंट करता है तो यहाँ आपका क्या कॉल यहाँ 04 आई तो आई 10 एम्पीयर पर पकड़ रहा हूं जिसके लिए आई लिख रहा हूं स्लाइड टाइम देखें 1449 तो 04 I तो यह आपका 04 है और I 10 है तो यह वास्तव में 4 वोल्ट है यह 4 वोल्ट है और यह आपका यह वास्तव में टर्मिनल है यह है टर्मिनल तो यह इस पर है वास्तव में यह एक वायर है केवल यह केवल एक वायर है तो का मतलब यहाँ है यहाँ यह है इसका मतलब है यहाँ यह है यहाँ यह है जब यह वास्तव में यह है इसका मतलब है करंट की दिशा इस तरह से है इसका मतलब है करंट वास्तव में पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है कि यह सोर्स इस डिपेंडेंट करंट सोर्स वास्तव में अब्सोर्बेद पावरमुझे आशा है कि आईएनजी स्पष्ट लूप होगा यह है इसका मतलब है यह है यह है और यह आपकी करंट दिशा इस प्रकार है तो यह यह है इसका मतलब यह भी है यह भी है और यह करंट की दिशा है इसका मतलब है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल है इसका मतलब है यह शो और यह यहाँ यह आपकी कॉल है यह आपका करंट सोर्स है क्षमा करें यह 4 10 है यह आपका 4 एम्पीयर क्षमा करें यह करंट सोर्स है तो यह 4 एम्पीयर है यह 4 एम्पीयर खेद है तो यह आपका 4 एम्पियर है अब वोल्टेज क्या है तो कोई अन्य इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स नहीं है तो इस करंट सोर्स के पार यह वोल्टेज 22 वोल्ट है क्योंकि यहाँ यह 22 वोल्ट है तो एक ही वोल्टेज आपके द्वारा आपके करंट पर डिपेंडेंट सोर्स को प्रभावित किया जाएगा तो यह वास्तव में आपका 4 एम्पीयर है इसका मतलब है 22 4 इस सोर्स द्वारा अब्सोर्बेद पावर88 वाट होगी तो अगर बस पकड़ है तो आई इसे हटा रहा हूं बस पकड़ कर रखूंगा तो अगर यह आता है कि यह तुम्हारा है वास्तव में यह पी 4 है तो यह वास्तव में आपका पी 4 है 22 कि 04 10 4 एम्पीयर देखो तो 88 वाट तो पावरअवशोषित अब यदि आप 132 जोड़ते हैं और आपकी 88 यह पावरअब्सोर्बेद है जो भी 220 या तो आएगी और यदि आपूर्ति की गई पावर160 है और 60 तो 220 तो यह बिल्कुल मेल खाता है तो इस तरह से मुझे आशा है कि यह समझ में आ जाएगा क्योंकि कोई अन्य एलिमेंट्स नहीं है तो जो भी 22 वोल्ट है वह इस डिपेंडेंट करंट सोर्स से प्रभावित होगा और आई आपके 10 एम्पीयर तो यह 4 है तो 4 एम्पीयर और वोल्टेज इस पर डिपेंडेंट करता है कि आपका करंट सोर्स 22 वोल्ट है तो 22 4 क्योंकि मैंने जो भी वोल्ट अभी अभी बताया है कि पोलेरिटी चिन्ह को दिखाने के लिए इस तरह से मेरा मतलब है कि हमारे पास बस आपके पास क्या कॉल है हमें इस सभी चीजों के बारे में अपनी अवधारणा को साफ करना होगा तब ही हम आसानी से चीजों को हल कर सकते हैं तो भ्रम या किसी भी चीज के लिए कोई रास्ता नहीं होना चाहिए यहां तक कि जब आई भी लिख रहा हूं तो एक या दो स्थानों पर आई आपका लूपिंग कर रहा हूं इस पर लूप को क्या कहते हैं लेकिन यह करंट सोर्स है यह 4 एम्पीयर होगा तो गलती से मैंने 4 वोल्ट लिखा तो यह आपका है जो इसे कहते हैं तो यह आपका 4 एम्पीयर है संदर्भ स्लाइड टाइम 1835 तो अगले एक नज़र तो तो अगला यह है कि ये बहुत छोटी चीज़ हैं लेकिन बहुत मुश्किल है जब आप इस पाठ्यक्रम को सीखना शुरू कर रहे हैं तो अगर इसके बारे में हमारी अवधारणा स्पष्ट है तो पाएंगे कि चीजें बाद के फेज में बहुत दिलचस्प हैं तो उदाहरण के लिए फिगर 22 एक सर्किट आरेख दिखाता है जो वोल्टेज सोर्स द्वारा आपूर्ति या अब्सोर्बेद पावरनिर्धारित करता है लेकिन पहले इसे V 1 वोल्ट दिया जाता है और I 2 एम्पीयर को यह पता लगाना होता है कि वोल्टेज सोर्स द्वारा आपूर्ति या अब्सोर्बेद की गई पावर इसका मतलब है यह वोल्टेज स्रोत तो पहले एक को V 1 1 वोल्ट और I 2 एम्पियर दिया जाता है स्लाइड टाइम देखें 1919 तो जब आई २ एम्पीयर जब आई २ एम्पीयर तो I 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर वोकलिज़्ड नॉइज़ और यह करंट की दिशा है यह करंट की दिशा है इसका मतलब है करंट वास्तव में इस तरह से बह रहा है इसका मतलब है यह करंट वास्तव में आपके टर्मिनल के अनुसार प्रवेश कर रहा है इसका मतलब है कि वोल्टेज सोर्स वास्तव में यह वास्तव में अब्सोर्बेद पावरहै क्योंकि यह एक प्रवेश करने वाला धनात्मक टर्मिनल है जिसका अर्थ है लेकिन वोल्टेज 1 वोल्ट है तो वी यह इस मामले के लिए दिया जाता है 1 वोल्ट और I को आपका 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर दिया जाता है तो यह 2 1 होगा जो वोल्टेज सोर्स द्वारा अब्सोर्बेद 2 वाट पावरहै तो यहां मेरे पास ऐसा है यह वास्तव में सिर्फ I पर पकड़ है तो आई इसे रगड़ रहा हूं तो यह वोल्टेज सोर्स द्वारा अब्सोर्बेद पावरहोगी तो बस पकड़ो तो यह आपकी यह 2 वाट की पावरअब्सोर्बेद है स्लाइड टाइम देखें 2021 अब अगले एक में इसे V 6 वोल्ट दिया गया है लेकिन I 4 एम्पीयर तो इस सर्किट में आई यह आपके लिए फिर से ड्राइंग कर रहा हूं यह मामला बी है यह इस मामले के लिए है यह मामला बी है तो वी 6 वोल्ट लेकिन आपका करंट I 4 एम्पियर है इसका मतलब है करंट की दिशा रिवर्स होगी इसका मतलब है अगर आई अगर आई इसे इस तरह से खींचता हूं संदर्भ स्लाइड टाइम 2051 अगर आई इसे इस तरह खींचता हूं क्योंकि I 4 इस दिशा में तो आई इस दिशा में तीर बनाता हूं और यह आपका वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज 6 वोल्ट है तो वी 6 वोल्ट दूसरा मामला यह दूसरे मामले में है वी 6 वोल्ट और आई है 4 एम्पीयर इस दिशा इसका मतलब है कि यह दिशा I आई पॉजिटिव 4 एम्पीयर लिख सकता है और यह करंट वास्तव में इस तरह बह रहा है जैसे यह बह रहा है इसका मतलब है करंट में वोल्टेज टर्मिनल को छोड़ना क्योंकि यह दिशा इस तरह है तो मूल रूप से करंट वास्तव में आपके टर्मिनल को छोड़ रहा है इसका मतलब है कि आपकी पावर पावरआपकी होगी I मुझे 4 एम्पीयर दिया गया है और वोल्टेज 6 वोल्ट है तो पी यह 24 वाट होगा लेकिन यह टर्मिनल छोड़ रहा है इसका मतलब है पावरकी आपूर्ति तो 24 तो वोल्टेज सोर्स द्वारा आपूर्ति की गई बिजली तो तो मुझे इस एक को फिर से साफ करने दो आई वापस आऊंगा तो बस इसे पकड़ें यदि यह आपके पास आता है तो यह आपका p VI पावरहै जो दूसरे मामले में आपूर्ति करता है अब तीसरा मामला यह दिया जाता है कि v 12 वोल्ट और I 16 एम्पीयर तो इस मामले में सिर्फ आपके आईएनजी के लिए आई फिर से आकर्षित करूंगा केस सी के लिए तो यह आपका बस पकड़ है इस पर आपका मामला है c यह V 12 और I 16 एम्पीयर है तो चीज़ को जटिल बनाने के बजाय सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है संदर्भ स्लाइड टाइम 2244 तो यह मेरा करंट सोर्स है जैसा कि I 16 एम्पीयर तो I की दिशा दी गई है तो यह पॉजिटिव डाइरेक्ट I है जब आई पॉजिटिव होता हूं तो यह दिशा दी जाती है यह है 16 का मतलब है कि तीर को नीचे की तरफ करें और यह एक आपका वोल्टेज भी वोल्टेज का सोर्स है इसे 12 वोल्ट दिया जाता है तो यह एक अगर बना और यह बना है इसका मतलब है कि वोल्टेज हम 12 वोल्ट लिख सकते हैं और यह आपका I I आपका 16 एम्पियर है जो मैंने V 12 वोल्ट के रूप में आपके आईएनजी के लिए किया था मैंने करंट की दिशा को उलट दिया है क्योंकि यह खेद है I 16 एम्पीयर तो मैंने करंट और V 12 वोल्ट की दिशा को उलट दिया है तो मैंने पोलेरिटी को उलट दिया है तो इसका मतलब है इस दिशा में धारा बह रही है इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब है वास्तव में वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश इसका मतलब है यह पावरको अब्सोर्बेद कर रहा है तो p होगा आपका 16 12 वाट इस पावरको इस वोल्टेज सोर्स द्वारा अब्सोर्बेद किया जा रहा है क्योंकि यह धनात्मक टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है तो यह वास्तव में 192 वाट होगा तो मुझे आशा है कि यह मिल गया है तो चीजों को सरल बनाने के लिए बेहतर तरीके से हमें इस बात को जटिल नहीं बनाना चाहिए तो चीजों को सरलतम तरीके से बनाएं जैसे कि हर चीज ठीक है फिर अब मुझे इस एक को साफ करने दो तो इसीलिए मैंने जो गणना की है उसने इस पावरको 192 वाट तक अब्सोर्बेद कर लिया है स्लाइड टाइम देखें 2427 फिर यह फिगर यह है उदाहरण के लिए 17 अब फिगर 27 सोर्स सर्किट आरेख I और 4 एम्पीयर के लिए पी 1 और पी 2 निर्धारित करते हैं और I 3 एम्पीयर तो जब आई यह आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और पहला मामला I 4 एम्पीयर है तो पहला मामला है कि आई 4 एम्पीयर के बराबर है और यह एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो यह 2 I है तो यहाँ वोल्टेज 2 आपका 4 होगा क्योंकि पहली बार यह मामला I 4 एम्पियर है तो इस मामले में क्या होगा कि यह आपका 2 4 है यह वोल्ट है इसका मतलब है यह 8 वोल्ट है और यह I 4 एम्पियर इस करंट में वास्तव में प्रवेश कर रहा है इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल इसका मतलब है आपका इसका मतलब है यह 4 I यह I 4 एम्पीयर पहली बार इस वोल्टेज को छोड़कर इस टर्मिनल को छोड़ रहा है इसका मतलब है जब टर्मिनल छोड़ रहा है इसका मतलब है कि वोल्टेज p1 जो कि 8 वोल्ट का सोर्स है जो वास्तव में पावरकी आपूर्ति करता है तो जब यह टर्मिनल छोड़ रहा है तो यह होगा और वोल्टेज V 8 I आपका 4 एम्पियर है यह 4 एम्पीयर है 4 तो यह होगा 32 वाट यह आपूर्ति की गई पावरहै यह पावरहै आपूर्ति की गई अब एक और बात यह है कि यह धारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स टर्मिनल में प्रवेश कर रही है इसका मतलब है यह सोर्स वास्तव में पावरको अब्सोर्बेद करता है तो यहाँ यह 8 वोल्ट है और 4 एम्पियर करंट प्रवेश कर रहा है क्योंकि I 4 तो यह P2 होगा 8 4 तो 32 वाट तो यह वास्तव में अब्सोर्बेद पावरहै तो आशा है कि यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है मुझे यह साफ करने दें देखें स्लाइड टाइम 2647 दूसरा मामला I 3 एम्पीयर बस एक बात बताइए कि यह एक दूसरा मामला यह है कि कृपया पढ़िए नहीं आई यह कह रहा हूं कि आई इसे हटा रहा हूं दूसरा मामला यह है कि यह दूसरा मामला नहीं है यह गलत है यह नहीं पढ़ें आई समझाऊंगा कि वास्तव में इसे क्या नहीं पढ़ना चाहिए दूसरा मामला आई इस बारे में बता रहा हूं कि समस्या क्या है उस पर कॉल करें तो यह दूसरे मामले के लिए नहीं पढ़ना चाहिए तो अब आई उस समस्या पर वापस जा रहा हूं मुझे यह साफ करने दें तो बस पकड़ो तो दूसरा मामला आपका आई आपका 3 एम्पीयर अब क्या होगा अगर आई 3 एम्पीयर तो आई क्या करूँगा आई सर्किट को फिर से तैयार करूँगा तो इस मामले में बस इतना है इस मामले में है कि आई 3 एम्पीयर देखें स्लाइड टाइम 2800 तो आई क्या करूंगा यह डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यह है यह आपका खेद है यह आपका वोल्टेज सोर्स है यह है यह है 8 वोल्ट सोर्स यह करंट सोर्स है और जैसा कि यह है I 3 एम्पीयर तो एक डिलीट सीरिंग ऊपर की तरफ जैसे कि यह है 3 तो हमने इस दिशा में I 3 एम्पीयर लेते हुए कहा है और यह मेरा 8 वोल्ट है और यह आपका 2 है I यह डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है अब इस मामले में यहाँ यह 2 3 होगा 6 वोल्ट अब यह 8 वोल्ट है तो अगर देखो कि यह 3 एम्पीयर करंट वास्तव में अगर करंट इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो 3 एम्पीयर करंट है यह वास्तव में पी 1 है और यह आपका पी 2 है तो इस मामले में 3 एम्पीयर करंट एंट्री आपका जो इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉल करता है इसका मतलब है कि इस वोल्टेज सोर्स द्वारा अब्सोर्बेद पावर1 पी है तो पी 1 होगा 8 वोल्ट कि 3 24 वाट 24 वाट तो यह पावरअब्सोर्बेद हो गई अब और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए इस मामले में यह वास्तव में टर्मिनल को छोड़ रहा है तो P2 को नेगेटिव पावरकी आपूर्ति की जाएगी और P2 होगा आपका यह है साइन पावरकी आपूर्ति तो यह 6 वोल्ट 2 3 डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट यह 6 3 है तो यह है 18 वाट यह वास्तव में क्या है जिसे पावरद्वारा आपूर्ति की जाती है इसे अब्सोर्बेद किया जाता है और यह है साइन का अर्थ है पावरकी आपूर्ति तो अगर ये 24 8 18 बीजीय योग जोड़ते हैं तो 6 अंतर यह है कि मेरा प्रश्न पावरसंतुलन से मेल खाता है क्योंकि अब्सोर्बेद पावर आपकी आपूर्ति की पावर 0 है लेकिन यहां यह 24 18 6 वाट है तो अंतर वहां है जहां वह पावरचली गई है तो बस साइन है कि गणना आई नहीं बता रहा हूं यह सोर्स वास्तव में इस करंट सोर्स को एक और 6 वाट पावरकी आपूर्ति कर रहा है तभी यह मेल खाएगा तो पता करें कि यह 6 वाट कहां से मिलेगा यह एक उदाहरण है यह आपके लिए कॉल समस्या है जो इसे हल करना चाहिए तो एक टाइम पर आई हूँ तो यह वास्तव में समस्या है तो मैंने जो कुछ भी वहां रगड़ा है वह इस समस्या से नहीं गुजरता है तो 6 अंतर यह है कि आई इस करंट सोर्स को वास्तव में 6 वाट की आपूर्ति के बारे में बता रहा हूं लेकिन गणना करें कि कैसे 6 से अगर वह 6 वाट आपके द्वारा गणना की गई है कि कैसे गणना कर सकता है कि आई यहां नहीं बताऊंगा लेकिन यह एक अभ्यास है तो आई इसे साफ कर दूं तो उस एक को न देखें तो अब यह बताने के लिए कि हम कौन से कॉल वैलिड कनेक्शन हैं और जो अमान्य कनेक्शन है वह यह है कि देखो यह 1 2 टर्मिनल है तो 10 वोल्ट के पार यह 10 वोल्ट भी है तो यह दो सोर्स वास्तव में समानांतर में जुड़े हुए हैं बाद में हम देखेंगे तो यह एक वैलिड कनेक्शन है क्योंकि 10 वोल्ट 10 वोल्ट का वैलिड कनेक्शन है स्लाइड टाइम देखें 3134 अब यहाँ एक 5 एम्पीयर करंट सोर्स है एक 10 वोल्टेज 10 एक और 10 दोनों टर्मिनल 1 2 से जुड़े हुए हैं बिल्कुल कोई समस्या नहीं यह भी एक वैलिड कनेक्शन है यह दो मान्य कनेक्शन हैं क्योंकि किसी भी टर्मिनल पर कोई भी केवल बराबर वोल्टेज सोर्स को जोड़ सकता है यदि कोई अंतर है तो वह अमान्य कनेक्शन है जो संभव नहीं है और कोई भी करंट सोर्स और यह वोल्टेज सोर्स यह भी एक वैलिड कनेक्शन है स्लाइड टाइम देखें 3200 अब इस टर्मिनल 1 2 के पार यह एक 5 वोल्ट है और यह 10 वोल्ट है यह 2 नहीं हो सकता है यह अलग नहीं हो सकता है क्योंकि इसे एक ही टर्मिनल में जोड़ा जाता है तो यह अमान्य कनेक्शन है इसी तरह यह 1 2 एम्पीयर कर्रेंटस सोर्स और उसी में एक और 5 एम्पीयर यह मान्य नहीं है क्योंकि यह एक सरल सर्किट है तो यह अमान्य कनेक्शन है यह अमान्य कनेक्शन है यहाँ अमान्य है 5 एम्पीयर यहाँ यह 2 एम्पीयर है यह संभव नहीं है तो क्योंकि एक 5 एम्पीयर 2 एम्पीयर इस तरह से प्रवाहित नहीं हो सकता है जैसे आई लिखता हूँ या तो उसे 2 होना है या उसे आपका कॉल होना है जो इस 5 को कहते हैं लेकिन दोनों तरह से हमने इसे कनेक्ट किया है यह अवैध कनेक्शन है इसी तरह यहाँ भी यह इनवैलिड कनेक्शन है तो एक बी वैलिड कनेक्शन हैं सी डी अमान्य कनेक्शन हैं देखें स्लाइड टाइम 3249 अब ये सभी व्यायाम हैं तो व्यायाम 1 उत्तर को फिर से पढ़ना नहीं दिया जाता है जब यह वीडियो पढ़ेगा और इस समस्या को देख सकता है तो यह आपकी समस्या 2 है तो उत्तर दिए गए हैं कि ये सभी उत्तर सही हैं इससे समस्या हल हो जाएगी अब समस्या 3 संदर्भ स्लाइड टाइम 3308 देखें तो यह भी आपकी शक्तियों ने आपूर्ति की गई समस्या को अब्सोर्बेद कर लिया है तो सभी उत्तर दिए गए हैं और समस्या 4 देखें स्लाइड टाइम 3313 यह एलिमेंट्स को दर्ज करने वाला कुल चार्ज भी दिया गया है यह दिए गए उत्तर भी हैं तो यह समस्या है 5 तो हम यह सब वैलिड या अमान्य कनेक्शन करेंगे इस एक को हल करेंगे स्लाइड टाइम देखें 3316 तो यह एक है और सब कुछ के लिए जवाब है यह एक वैलिड या अमान्य कनेक्शन है यह वास्तव में बॉक्स के अंदर सर्किट है जो पावरको अब्सोर्बेद या आपूर्ति करता है देखें स्लाइड टाइम 3339 सब कुछ दिया जाता है इस समस्या को बहुत सावधानी से पढ़ें और यह करें एक बी सी सभी सभी सी डी 4 कनेक्शन हैं स्लाइड टाइम देखें 3349 देखें स्लाइड टाइम 3358 और समस्या 6 यह आपका वोल्टेज है जो आपके वोल्टेज 0 कह रहा है कि वास्तव में दिए गए वोल्टेज में भिन्नता है स्लाइड टाइम देखें 3408 तो यह वहां 5 कनेक्शन हैं यह देखना है कि क्या उनमें से कितने वैलिड हैं या अमान्य हैं यह 5 कनेक्शन हैं और सभी उत्तर दिए गए हैं देखें स्लाइड टाइम 3420 और यह भी एक टाइम भिन्न होता है जिसे हम एक एसी सर्किट के लिए देखेंगे लेकिन यह केवल उस एनर्जी को खोजने के लिए दिया गया है जो जौ अब्सोर्बेद है स्लाइड टाइम देखें 3429 और यह एक और सरल समस्या यह है कि यह पता लगाने के लिए कि बस जवाब देना है उस स्टोव एलिमेंट्स को बहुत अधिक जब यह एक लंबे टाइम तक जुड़ा हुआ है तो 30000 जूल का उपभोग करने में कितना टाइम लगता है स्लाइड टाइम देखें 3445 यह आपके द्वारा अलग अलग किया जाने वाला करंट टाइम है जो कॉल करंट दिया गया है उसे एलिमेंट्स के माध्यम से कुल पास चार्ज का पता लगाना है और ये उत्तर दिए गए हैं तो सब कुछ दिया जाता है बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर से वापस आ जाएंगे English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय residential रेजिडेंशियल आवासीय absorbed अब्सोर्बेद को अवशोषित connection कनेक्शन संबंध expression एक्सप्रेशन अभिव्यंजना elements एलिमेंट्स तत्वों passive पैसिव निष्क्रिय operational ऑपरेशनल कार्य संबंधी dependent डिपेंडेंट आश्रित parameter पैरामीटर प्राचल amplifier एम्पलीफायर विस्तारक